आज के सत्र में आपका स्वागत है आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अनुसंधान के बदलते परिवेश में नैतिकता के बारे में है इसलिए इस मॉड्यूल में हम नैतिक मुद्दों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जैसे कि यदि इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में कोई शोध सहयोग कार्यक्रम हो रहा है तो वे कौन से नैतिक मुद्दे हैं जो शायद इससे संबंधित हैं और बाद में आने वाले मॉड्यूल में इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर हम एक पेपर लिख रहे हैं आप किसी और लेखक का संदर्भ देख रहे हैं तो आप इसे कैसे करते हैं ताकि आप किसी भी शैक्षिक अनैतिक व्यवहार के आरोप में न पड़ें तो आज की चर्चा अनुसंधान और इंजीनियरिंग अनुसंधान और इससे संबंधित नैतिक पहलुओं के बारे में है तो आइए देखें कि आज की चर्चा के लिए इन मॉड्यूलों में क्या है इसलिए इस मॉड्यूल की रूपरेखा विश्वास को एक अनुसंधान सहयोग के लिए घटक के रूप में होगीभरोसेमंदव्यवहार केलिए तत्व विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में मूल्य विश्वास को तोड़ना अनुसंधान कदाचार अनुसंधान कदाचार की संरचना निर्माण मिथ्याकरण और साहित्यिक चोरी अनुसंधान कदाचार की खोज एवं गलतियों और त्रुटियों के लिए शोध कदाचार की आवश्यकता एक शोध कदाचार कब नैतिक इंजीनियरिंगअनुसंधान केलिए एक नकली धोखाधड़ी बनाम वैध डेटा संग्रह निवारक के रूप में अर्हता प्राप्त करता हैअनुसंधान की अखंडता के लिए आत्म धोखे बनाम पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह एक कुंजी है एक शोध लेख के लेखक के जिम्मेदार अनुसंधान आचरण और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान अखंडता के लाभों को कमजोर करते हैं इसलिए आप देखते हैं कि यह अनुसंधान और डेटा को कैसे एकत्रित करने के लिए जुड़ी हुई बारीक चीजों के बारे में एक व्यापक चर्चा है जैसे आपको डेटा कहाँ से मिलता है आप संदर्भ कैसे देते हैं और आप उस डेटा के साथ क्या करते हैं आप उस डेटा को कैसे रिपोर्ट करते हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पहलु हैं जहां आप अपने उत्पाद डिजाइन के संबंध में कोई शोध कर रहे हैं और यह भी कि आप इसके लिए डेटा एकत्रित कर रहे हैं या आप अपने परिणाम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसलिए आज के मॉड्यूल में इसके बारे हम चर्चा करेंगे हमें इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आपने पहले जो चर्चा की है वह निश्चित रूप से विश्वास के महत्व की तरह है विश्वसनीय होने का क्या मतलब है क्योंकि आजकल कईशोधसमकक्षोंके साथ की जाती है जैसे कि उद्योग में या शिक्षाविदों में या एक अलग विश्वविद्यालय में के साथ मिलकर होते हैं इसलिए बहुत सारे शोध सहयोग चल रहे हैं तोविश्वास के लिएप्राथमिककारकमें से एक है वह है विश्वास और अगर हम विश्वास को परिभाषित करते हैं तो विश्वास एक विश्वास और निर्भरता का एक संयोजन है अब बताएं विश्वास क्या है आत्मविश्वास का मतलब यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरा पक्ष आपको नुकसान पहुंचाने या प्रभावित करने के लिए कुछ भी करने वाला नहीं है जो स्वीकार्य या अवांछित तरीके से नहीं है तो आपको दूसरे व्यक्ति पर भरोसा है कि वह व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है उस तरह से जो आपके द्वारा स्वीकार्य नहीं है रिलायंस का मतलब है कि आप दूसरी पार्टी से समर्थन मांग सकते हैं या आप जरूरत के समय में उनसे ईमानदारी से मदद लेने की उम्मीद करते हैं इसलिए आप जानते हैं कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी मदद कर सकता है तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी आपकी मदद करने के लिए है लेकिन एक छोटा सा अंतर है जैसे आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन आप या दूसरे पक्ष पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं जैसे कि वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं इसलिए आप हमेशा सुरक्षित मदद मांग सकते हैं जो आप जानते हैं कि वे आपकी मदद करेंगे लेकिन आप यह समझने में विश्वास नहीं कर सकते हैं कि लंबे समय में वे आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं या अवांछनीय तरीके से नहीं तो ये दोनों बहुत गहरे पहलू हैं जब उनमें से दो एक साथ आते हैं तो यहमुख्य रूपसे विश्वास है इसलिए अब आगे हमपेशेवरों मेंजिम्मेदार या भरोसेमंदव्यवहार केतत्वों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो क्षमता और चिंता दक्षता विशेषज्ञता के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञता को दर्शाती है चिंता एक ऐसे मामले को दर्शाती है जहां अन्य पार्टी भी उनके साथ साथ आपके हित के लिए भी काम करती है इसलिए जब दोनों में उनकी सामूहिक सक्षमता होती हैं तो उनका मतलब होता है कि उनके पास उनकी क्षमता है और वे आपके भले के लिए एक हैं इसे सही अर्थों में इस तरह समझा जा सकता है कि वे न केवल अपने अच्छे के लिए बल्कि आपके अच्छे के लिए भी कर रहे हैं उन्हें आपकीभलाई कीचिंता है विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रमुख मूल्य इस प्रकार हैं सरलताव्यवहारमें स्थिरताऔर सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता है इसलिएजितनाआप अधिक अपनी भविष्यवाणी केकरीबहोते हैं उतने अधिक आप रिपोर्ट किए गए परिणामों और आपकेव्यवहारऔर उनको करने के कारणों केअनुरूप होतेहैं जैसे आप सरल तरीके से चीजों को समझा सकते हैं इंजीनियरिंग औरविज्ञानमें यही दो प्रमुख मूल्य हैं अब विश्वास के टूटने पर क्या होता है और यह कैसे होता है यह शोध कदाचार के माध्यम से होता है इसलिए निर्माण के संदर्भ में अनुसंधान कदाचार शोध का परिणाम तो यह प्रकट हो सकता है यह 4 तरीकों में हो सकता हैशोध परिणामों को प्रस्तावित करना प्रदर्शन करना समीक्षा करना या रिपोर्ट करना तो विश्वास की बाधा अथवा अविश्वास होने के कारण हैं निर्माण मिथ्याकरण और साहित्यिक चोरी हैं हम इनमें से प्रत्येक अवधारणा पर अलग से विचार करेंगे छलरचना निर्माण गलत डाटा एवं परिणाम बनाना या उन्हें रिपोर्ट करना है इसलिए आप अपना डेटा या परिणाम गलत बनाते हैं या उन्हें रिपोर्ट करते हैं मिथ्याकरण अनुसंधान सामग्रीउपकरणोंया प्रक्रियाओं या डेटा या परिणामों को बदलने या छोड़नेमें हेरफेरकर रहा है तो आप उस छलरचना निर्माण में हैं जो आप द्वारा गलत डेटा बनाने की तरह है जो मौजूद नहीं है या परिणाम या उन्हें रिपोर्ट करना है मिथ्याकरण में आपके पास कुछ डेटा है आपके पास कुछ शोध सामग्री है लेकिन आप उस में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और तदनुसार रिपोर्ट कर सकते हैं आप कुछ डेटा या परिणामों को छोड़ जिससे कि एकअनुकूलपरिणाम जोआपके उद्देश्य केआने केपक्ष में हो साहित्यिक चोरी में आप अन्य व्यक्तियों के विचारों प्रक्रियाओं का विनियोग करते हैं साहित्यिक चोरी में आप किसी की विचार प्रक्रियाओं या परिणामों की नकल कर रहे हैं लेकिन आप उस व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं जैसे हमारे परिणाम या शब्द का किसी दूसरे द्वारा उपयोगऔर वह भी उचित क्रेडिट दिए बिना तो अगर किसी एक को शोध कदाचार के रूप में वर्णित किया जा रहा है तो आवश्यक चीजें क्या हैं आवश्यक बिंदु यह है कि प्रासंगिक अनुसंधान समुदाय की स्वीकृत प्रथाओं से महत्वपूर्ण प्रस्थान होना चाहिए इसे जानबूझकर प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए यह हिस्सा महत्वपूर्ण है कि इसे जानबूझकर प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए सबूत के साथ आरोप सिद्ध होना चाहिए इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ यह आरोप लगा रहा है कि उसने कोई शोध कदाचार किया है तो उसे प्रमाण के साथ सिद्ध किया जाना चाहिए यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है तो यह एक शोध कदाचार के लिए योग्य नहीं है तो यहआपके आरोप के सबूत के साथ की तरहसाबितकरने की जरूरत है आपको यह साबित करना होगा कि यह जानबूझकर किया गया था और आपको यह भी साबित करना होगा कि यह शोध समुदाय की स्वीकृत प्रथाओं से विमुख्ता की ओर प्रस्थान है तो अन्य मुद्दे डेटा गलत तरीके से प्रस्तुत करना हैं यह केवल उन डेटा बिंदुओं का चयन करना है जो परिकल्पना को फिट करेंगे और अन्य डेटा बिंदुओं का चयन नहीं करता है पुनरावृत्ति उचित सन्दर्भ दिए बिना एक प्रयोग को दोहरानायह भी जानना महत्वपूर्ण है यह उस व्यक्ति को एवं उसके सन्दर्भ को स्वीकार करने के लिए एक कर्तव्य का हिस्सा है जिसने मूल विचार दिया है या जिन्होंने एक अनुसंधान कार्यक्रम के एक सहयोगी के रूप में योगदान दिया है तो यह योगदान को स्वीकार करना एक कर्तव्य का एक हिस्सा है यह केवल तभी उचित है जब एक ही प्रयोगकोअलग तरीके सेकरने के लिए उचित कारण उत्पन्न किए जाएं यह उचित है यदि एक ही प्रयोग कोअलग अलग सेटिंग्समें करने के लिए उचित कारण उत्पन्न किए जातेहैं इसलिए जब हम नैतिकता के सिद्धांतों के प्रकाश में चर्चा कर रहे हैं तो यह मूल योगदानकर्ता के काम को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति के कर्तव्य के होने की बात करता है जहां हम अनुसंधान कदाचार अनुसंधान गलतियों या त्रुटियों पर चर्चा कर रहे हैं ये ऐसे शब्द हैं जो अर्थ के संदर्भ में एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं और शायद हमारे लिए भ्रमित करने वाले होते हैं तो आइए चर्चा करें कि यह एकदूसरेसे अलग कैसे है भेदभाव अथवा शोध के एक परिणाम से विमुखीकरण शोध के मूल में निहित है दुराचार अथवा गलत शैक्षिक आचरण हमेशा इरादों की गलतियों है और त्रुटियों को जानबूझकर नहीं किया जा सकता है केवल शोध जो गंभीर रूप से शोध की अखंडता को खतरा है एक शोध कदाचार अनुसंधान के रूप में योग्य हो सकता है शैक्षिक ईमानदारी दूसरों केयोगदान कोस्वीकार करने के मामले में दूसरों के साथ निष्पक्ष रूप से उनके परिणामों को उचित संदर्भ देना देना एवं उनके कार्यों अथवा योगदान को स्वीकार करने में है तो यहशैक्षिक ईमानदारीके कुछ आभासीचरित्रकी बात करता है जैसे आपके शब्दों और आपकी तारीखों में स्थिरता एवं शैक्षिक ईमानदारी हमें यह भी समझना होगा कि क्या शामिल नहीं है अनुसंधान कदाचार के तहत और क्या शामिल करें यह ईमानदार त्रुटियाँ हैं यदि कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं और कुछ यह अपरिहार्य हो जाती हैं तो यह है कि ईमानदार त्रुटियां हैं और कुछअलग अलगमत हैं मूल शोध त्रुटि के साथ जैसे कुछ अन्य समकालीन लोग एक ही चीज पर शोध कर रहे हैं तो वे शोध कदाचार के तहत शामिल नहीं हैं इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कब शोध कदाचार एक धोखा के रूप में जाना जाता है जब गलत प्रतिनिधित्व किया जाता है तो अपराधी जानता है कि गलत बयानी झूठी है और लापरवाही से इसे सही या गलत होने की अवहेलना करता है यह दूसरों को धोखा देने के इरादे से किया जाता है इसलिए हम यहां व्यक्ति की प्रकृति व्यक्ति के गुण व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में समझ अनुसंधान समुदाय के प्रति दायित्व अन्य सहयोगियों के लिए एक सम्पूर्ण दायित्व के रूप में जानना बहुत महत्वपूर्ण है यह और इससे अपने आप को अनुसंधान नैतिकता को बनाए रखने का एक हिस्सा है और दूसरों के साथ भी न्याय करना है अनुसंधान दुराचार के उदाहरण जिसका अर्थ है कि नतीजों के अनुरूप होना जिसे अपराधी चाहता है कि दूसरे इसे सच मान लें इसलिए कुछ निश्चित विचार हो सकते हैं जिस पर शोधकर्ता विश्वास करता है और वह ऐसा महसूस करता है कि वह प्रचार करना चाहता है और चाहता है कि अन्य लोग भी उस तरह से विश्वास करें तो कुछ डेटा या तो जानबूझ कर छोड़ दिए जाते हैं या केवल उन ही डेटा को चुना जाता है जो इस विचार का प्रतिनिधित्व करेंगी इन प्रथाओं को कटिंगकॉर्नरकहा जाता है वैध डेटा चयन बनाम मिथ्याकरण तो डेटा चयन क्या है यह डेटा का एक अंतर उपचार है इसलिए हमें मूलभूत डेटा फॉर्म में क्या मिलता है और जब हम इसे एक विश्लेषण योग्य रूप में बदलते हैं तो कुछ परिवर्तन होता है इसलिए वैध मानदंडों के अनुसार डेटा का चयन विज्ञान का एक अनिवार्य हिस्सा है इसलिए डेटा का एक हिस्सा उपयोग में न लाना स्वीकार्य है अगर सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग किया जाता है जो कि डेटा के कुछ भाग को उपयोग में न लाना जरूरी मानते हैं जिससे कि सॉफ्टवेयर सुचारु रूप से चल सके तो अगर सांख्यिकीय विश्लेषण से कुछ ही डेटा क्षेत्र को शामिल करने की बात की जा रही है तो तो क्या स्वीकार्य नहीं है इसलिए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डेटा को बदलना कुछ परिणामों को प्राप्त करने के लिए डेटा के बदलते मूल्य यदि डेटा का चयन उचित औचित्य के बिना किया जाता है जब हम किसी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए डेटा बदल रहे हैं तो हम कुछ परिकल्पना का प्रस्ताव कर सकते हैं जिसे हम अपने परिणाम में फिट करना चाहते थे हम इसे में फिट करना चाहते हैं तो हम आंकड़ों के परिणामों के मान बदलने के लिए है कि हम उम्मीद कुछ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम पाते हैं कि डेटा नहीं दिखा रहा है और सिर्फ क्योंकि हम यह डेटा के एक भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो हमारी परिकल्पना को सिद्ध करने के अधिक करीब है इसलिए ये डेटा चयन का स्वीकार्य हिस्सा नहीं हैं और इससे बचने की आवश्यकता है डेटा को फिट बनाने के लिए सफाई या छंटाई की आवश्यकता होती है इसलिए कभी कभी सांख्यिकीयसॉफ्टवेअरखुद ही वे अपने लिए प्रक्रिया कर रहे होतेहैं यह डेटा चयन और शायद डेटा के इस्तेमाल के बारे में था कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें रिपोर्ट का मूल्यांकन करते समय याद रखने की आवश्यकता है तो दो बुनियादी बिंदु हैं जो अंतर्ज्ञान बनाम तर्क के लिए हैं किसी भी तर्क का आधार तर्क होना चाहिए न कि अंतर्ज्ञान अंतर्ज्ञान की क्षमता हैपहचानना कि आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है किसी विशेष एक स्थिति में रीज़निंग यहपहचाननेकी क्षमता हैकि सबूत के आधार पर किसी स्थिति में क्या हो रहा है इसलिए एक रिपोर्ट का मूल्यांकन करते समय आपको हमेशा तर्क से जाना चाहिए न कि अंतर्ज्ञान से हमें पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह से बचने की जरूरत है और हम कभी कभी यह देखने में असफल होते हैं कि हम क्या देखना या सुनना नहीं चाहते इसलिए उन चीजों पर आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है लेकिन अगर हम उन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यह पूरी तरह से बदल सकती है कि हम चीजों को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो कभी कभी किशैक्षिक अंधकारहोता है जैसे हम केवल डेटा के एक भाग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैंलेकिनहमकर रहे हैंशैक्षिक अंधकार नहींकर रहे लेकिनशायदहम अगरआपदेखनेमेंयह एकसमग्रपरिप्रेक्ष्यया सभी की तरह अलग अलगकुलकाम करने के अलग विधा हो सकती है नैतिक इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए कुछ बाधाएं हैं सबसे पहले लापरवाही है फिर जोखिम उठाना गंभीर जोखिम जो नैतिक रूप से बोलते हुए एक शोध करते समय नहीं लेना चाहिए यह ईमानदारी और अखंडता के मानकों में प्रमुख नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने जैसा है तो आप अनुसंधान के नाम पर कितना जोखिम ले सकते हैं और क्या यह वास्तव में प्रक्रिया के लिए आवश्यक है या नहीं इसलिए ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हमेंकुछकरने के लिए उत्साहित करने से पहले पुनर्विचार करने की आवश्यकताहै Cutting corners जानबूझकर वांछित परिणाम उत्पन्न करने या अच्छे अनुसंधान प्रथाओं का उल्लंघन करने के लिए अल्प मार्ग लेना तो इस लापरवाही का अर्थ है कि अनावश्यक रूप से गंभीर जोखिम लेना या शॉर्टकट लेना पसंद है ताकि आप वांछित परिणाम दिखा सकें ये इंजीनियरिंग में अच्छे शोध के तरीकों में से कुछ सबसे बड़ी बाधाएं हैं अगला हम आत्मप्रतारणा बनाम पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करेंगे आत्मप्रतारणा किसी व्यक्ति के स्वयं के लिए भी सम्बोधित करने में विफलता है कि वह उन परिस्थितियों में भी क्या कर रहा है जिसके तहत सामान्य तौर पर कोई बता सकता है तो यह खुद को धोखा देने जैसा है इसलिए आदत और यह भी कि मैं क्या उम्मीद करता हूं इसके बारे में खुद को सच नहीं होना चाहिए मैं इसे कैसे करूं मुझे क्या करना चाहिए इसके परिणामस्वरूप जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं वह एक है और यह एक जैसा है शोधकर्ता चीजों के बारे में स्पष्ट नहीं है और यह स्वयं के लिए एक मिथ्या है प्रेक्षक पूर्वाग्रह यह देखने से संबंधित है कि कोई क्या देखना चाहता है या क्या नहीं देखना चाहता है तो यह अन्य तथ्यों का अवलोकन करते समय भी है अन्य लोग जैसे काम करते हैं या हो रही चीजों का अवलोकन करते हैं तब पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह तब होता है जब हम किसी शोध परिणाम को दिखलाते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं और हम उस शोध परिणाम को रिपोर्ट नहीं करते हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं इसलिए यह डेटा संग्रह का चयन करने या उन घटनाओं के कुछ हिस्से को चुनने की तरह होगा जोहमारी उम्मीदों के अनुसारअनुकूलरूप से रिपोर्टकिए जाने वाले हैं इसके बादहमें डेटा मिथ्याकरण डेटा निर्माण और साहित्यिक चोरी के बारे में समझना होगा यदि हमारे पास है जब हम अनुसंधान अखंडता की बात कर रहे हों तो इन पर चर्चा करना और सावधान रहना बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं तो डेटा यह केवल टिप्पणियों के संदर्भ में नहीं आ रहा है बल्कि यह प्रयोगशाला नोटबुक तस्वीरों माइक्रोग्राफ में रिकॉर्डिंग के रूप में है इसलिए डेटा कईरूपोंमें आ रहा हैऔर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मिथ्याकरण और साहित्यिक चोरी और अन्य पहलुओं से कैसे बचा जाए ताकि हम कुछ ऐसा न करें जो हमारी शोध अखंडता पर सवाल उठाता हो इसलिए परिणाम की सुरक्षा करना और वास्तविक परिणाम का अवलोकन करना उतना ही सत्य है जितना कि यह सही परिणाम देने के लिए सटीक तरीकों के रूप में है तो अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखें वास्तविक परिणाम कैसे उत्पन्न करें और इसे अधिक सत्य तरीके से कैसे करें तो आपके द्वारा उन परिणामों का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां क्या हैं जो बहुत अखंड और परस्पर संबंधित कारक हैं और जो अनुसंधान अखंडता की बात करते हैं इसलिए बड़े सहयोगों के कारण लोग एक शोध को खोजने के लिए एक साथ सहयोग कर रहे हैं जो आज विभिन्न देशों में अनुसंधान के एक भाग के रूप में हो रहे हैं ऐसा हो सकता है इस प्रकार के अनुसंधान सहयोग होने पर कुछ भ्रम गलत बयानी और त्रुटि होने की अधिक संभावना होगी क्योंकि कुछ लोग न कि एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले सभी समूह अपनी शोध अखंडता के संबंध में एक ही मंच पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे अनुसंधान अखंडता के लिए अलग अलग प्रकार के अवरोधकों को ले सकते हैं और दुर्भावना या कदाचार जैसे भी हो सकते हैं कईसर्वेक्षणबताते हैं कि अधिकांश इंजीनियरिंग छात्रों ने गलत तरीके से परिणाम दिखाने का प्रयास किया है और ऐसा स्वीकार किया है है यह शोध की अखंडता को कमजोर करने वाले कारक हैं इसलिए कुछ कारक जो अनुसंधान की अखंडता को कम कर सकते हैं या शोध निष्कर्षों में विषमता की तरह हो सकते हैं या फिर रोजगार अवसरों की कमी जो लोगों को अनुसंधान पर्यवेक्षकों से प्रदर्शन करने के लिए सस्ते और जल्दबाज़ी में किया गए शोध परिणामों को दिखाने के लिए मजबूर करती है फिर शायद संकाय पर्यवेक्षकों की कमी या कम अनुसन्धान पर्यवेक्षक शोध छात्र अनुपात जैसी परिस्थितियां या अगर लेखों के लेखों के लिए आवश्यक परिणामों की आवश्यकता के मिथ्याकरण से से होने वाले प्रमुख वित्तीय लाभ या शोध सहयोगियों से पदोन्नति का दबाव यह वह कारण हैं जो किसी को अनुसंधान की अखंडता की अनैतिक पतन की ओर ले जाएं और अनैतिक शोध कार्यों को करने के जाल में पड़ सकते हैं कदाचार के आरोपों और खराब खोज वातावरण के बीच सह सम्बन्ध से फ़ासीवाद के लिए जिम्मेदार आचरण को बढ़ावा मिलता है इसलिए हम समझ सकते हैं कि अनुसंधान आचरण की सूक्ष्म समस्याओं की बेहतर प्रतिक्रिया से कदाचार के आरोपों में कमी आ सकती है इसलिए हम क्या कर सकते हैं जैसे सख्त पर्यवेक्षण की तरह अनुसन्धान पर्यवेक्षक शोध छात्र अनुपात को सीमित करना ताकि वे अधिक चर्चा कर सकें एवं एक दूसरे केसाथ अधिक बातचीत कर सकें ईमानदार विद्वानों को पुरस्कार सख्त दंड व्यवस्था रिश्ते में विश्वास को बढ़ावा देना समयबद्ध औरशोध आधारितपदोन्नति को बढ़ावा देना तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें अनुसंधान की अखंडता को बढ़ावा देने के लिए लिया जा सकता है लेकिन दिन के अंत में हम जो कह सकते हैं वह ऐसा है कि ये सभी बाहरी दंड या प्रेरक हैं लेकिन एक व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित आंतरिक रूप से निर्देशित मूल्य होना चाहिए कुछ ऐसा करने से बचना पसंद करते हैं जो उनकी शोध अखंडता पर सवाल उठाता हो यहां उन सभी चरणों पर चर्चा की गई जहां शोध आधारित पदोन्नति को रोकना या अनुसंधान पहचान के लिए पुरस्कार की तरह अच्छा देना ये सभी चीजें केवल बाहरी प्रेरक हैं जो आपकोकुछ समय केलिए शोध अखंडता के मार्ग पर डटे रहने में मदद कर सकती हैं लेकिन जब ये चीजें वापस ले ली जाती हैं या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे प्रस्ताव मिलते हैं जो आपके लिए अधिक आकर्षक होते हैं तो आप फिर से उन पर वापस आ सकते हैं फिर से अनैतिक व्यवहार और अनुसंधान अखंडता संदिग्ध हो जाती है तो यह इन बातों से बचने के लिए व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति पर अधिक निर्भर करता है और हम अल्पावधि में कर सकते हैं हाँ हम इस बाहरी पुरस्कारों के माध्यम से छात्रों को रखने अनुसंधान अखंडता में अनुसंधान या अन्य इंजीनियरों को बनाए रखने में कुछ परिणाम प्राप्त करेंगे लेकिन अंतत यह स्वयं या स्वयं व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वहइसकापालन करे फिर एक शोध लेख के एक लेखक की जिम्मेदारियां इसलिए जिम्मेदारियां साहित्यिक चोरी से बचाने का प्रयास कर रहीं हैं जैसे जर्नल स्पेस का बुद्धिमानी से उपयोग करें प्रयोगों के संचालन में किसी भी खतरे को प्रकट करें सभी सूचनाओं के स्रोतों को ठीक से प्रकट करें किसी भी वित्तीय या अंतर्विरोधों के अन्य स्रोतों का पता चलता है तो बताएं अनुसंधान के बारे में विवरण प्रदान करना ताकि अन्य इसे औचित्य के साथ दोहरा सकें पिछले प्रकाशनों का ठीक से हवाला देते हुए व्यक्तिगत हमलों को करने से बचना उन लोगों के बारे में स्पष्ट अंतर पैदा करना जिनके सह लेखक के रूप में गुणवत्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता है फिर दो या अधिक पत्रिकाओं में एक ही शोध परिणामों के प्रकाशन के दोहराव से बचना और बार बार एक परिणाम दिखाना और सिर्फ नाम बदलना और इसे अलग अलगपत्रिकाओंमें प्रकाशित करना है ऐसी अनैतिक गतिविधियों से बचना इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है जिसे हितों का टकराव कहा जाता है हितों का टकराव तब होता है जब एक पार्टी विश्वास की स्थिति में होती है जिसे दूसरों की ओर से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है व्यक्ति की उस तरह की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो इस तरह के फैसले में हस्तक्षेप कर सकती हैं और न ही उन के हित में है दायित्वों और जिम्मेदारियों जो आपको दूसरों की ओर से निर्णय लेने से रोक सकती हैं फिर यह हितों के टकराव की बात करता है इसलिए जब हितों का टकराव हो आपके पास वित्तीय हितों का टकराव की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि आप कुछ शोध कार्य कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वित्तीय हित हैं या आप वित्तीय हित के लिए अपने शोध के निष्कर्ष दे रहे हैं इसलिए आमतौर पर समितियों का गठन किया जाता है हितों के इस टकराव को सुलझाने के लिए अगले मॉड्यूल में हम लेखकों और उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में अधिक चर्चा करने जा रहे हैं जो एक लेखक होने के लिए योग्य हैं जो एक सह लेखक हैं उनके नाम का उल्लेख कैसे करें और साहित्यिक चोरी क्या है हितों का टकराव में क्या है अधिक विवरणों के साथ अगले सत्र में धन्यवाद